परिपत्र क्षेत्रों पर लाप्लास समीकरण आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कैसे एक एनलस क्षेत्रों में लैपलेस समीकरण को हल किया जाता है ताकि हमने सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहरी हिस्से में सीमा मूल्य की समस्याओं को इस एनलस क्षेत्रों के विशेष मामलों के रूप में देखा यह भी उल्लेख किया गया है आज हम उस क्षेत्र पर विचार करेंगे जिस पर हम विचार करते हैं जिसका अर्थ है r1rr2 और 1θ2 तो यह सामान्य डोमेन है इसलिए यदि आप उपरोक्त आकृति को देखते हैं तो आपका डोमेन D के बीच एक वलयाकार क्षेत्र है r1 और r2 जहाँ आपका लाप्लास समीकरण संतुष्ट है तो इसका मतलब है कि ग्रेडिएंट स्क्वायर 2u0 तो आप इस तरह घुमावदार डोमेन को एक प्लेट के रूप में सोच सकते हैं तो इस डोमेन के अंदर तापमान स्थिर अवस्था में पहुंचने के बादआप तापमान वितरण देखना चाहते हैं और सीमा पर तापमान ur1θf1θ पर बना रहता है अतः यह केवल पर निर्भर करता है क्योंकि r1 आंतरिक वृत्त के अनुदिश स्थिर है और इसी तरह इस बाहरी वृत्त पर तो आप ur2θf2θ प्रदान कर सकते हैं इसलिए यदि आप चर विधि के पृथक्करण द्वारा इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें स्टर्म ल्यूविल समस्या को निकालने की आवश्यकता है एक एनलस क्षेत्र के मामले में यह पहले से ही आंतरिक है इसलिए आपके पास चर के लिए एक स्टर्म ल्यूविल समस्या है और हम इसका उपयोग नहीं करते हैं सीमा शर्त है क्योंकि यह एक पूरा चक्र है तो आप 0 से 2π है तो आप आंतरिक रूप से है एक आवधिक स्टर्म ल्यूविल प्रणाली है लेकिन यहाँ एक सेक्टर में आपकी दो और सीमाएँ हैं एक सीमा 1 परऔर दूसरी सीमा 2पर तो आपको 1और2पर शून्य सीमा शर्तें प्रदान करनी होंगी जो कि ur10 और ur20 है इसलिए यदि हम इसे एक डाइरिचलेट डेटा के रूप में देते हैं तो हम के लिए स्टर्म ल्यूविल इसलिए हम इस डोमेन में हल करने का प्रयास करेंगे इसलिए हम लिखते हैं लाप्लास समीकरण ध्रुवीय निर्देशांक में जो urr1rur1r2uθθ0 है अतः आंशिक अवकल समीकरण का डोमेन r1rr2 और 1θ2है अब आप सीमा डेटा दे सकते हैं आपके पास ur10 ur20 है और आप अन्य सीमा शर्तें भी दे सकते हैं जो ur1θf1θ और ur2θf2θ है तो यह लाप्लास समीकरण के लिए एक सीमा मान समस्या है तो हम कैसे हल करें तो समाधान प्रक्रिया जिसे आप जानते हैं हम समाधान के वियोज्य रूप से शुरू करते हैं जो कि urθRrϴθ≠0 यदि आप लाप्लास समीकरण में स्थानापन्न करते हैं तो आपको जो मिलता है वह है ϴRr1rRr 1r2ϴR अब आप दोनों पक्षों को urθRrϴθ से विभाजित करते हैं इसलिए आपको r2RrrRrRϴϴ मिलता है अब बायीं ओर r का फंक्शन है दाहिने हाथ की ओर के लिए है इसलिए यह स्थिर होना चाहिए तो लाप्लास समीकरण दो सामान्य डेरिवेटिव समीकरण बन जाते हैं जो हैं r2RrrRrλRr0 इसलिए यह यूलर कॉची समीकरण है r1rr2 के लिए और दूसरा ODE ϴ λϴ 0है 1θ2केलिए यह स्व रूप में है जो है 1ϴ0ϴ1ϴ जहां p1 q0 और w1 है इसलिए आप डॉट प्रोडक्ट को ΦѰ ∶ 12ΦѰdx रूप में परिभाषित कर सकते हैं तो अब आप इस सीमा डेटा लागू होते हैं तो सीमा शर्त ur10 हैं मुझे Rrϴ10 देता है और R शून्य नहीं हो सकता है तो यह संकेत मिलता है Θ10 तो यह के लिए एक सीमा शर्त है साधारण डेरिवेटिव समीकरण के लिए ठीक इसी तरह अन्य सीमा शर्त के लिए ur20 Rrϴ20 देता है इसलिए Θ2 0है तो ये नियमित स्टर्म लुइविल समस्या के लिए 2 सीमा शर्तें हैं तो आईगन मूल्य और आईगन फ़ंक्शन क्या हैं तो हमने वास्तव में इस स्टर्म लुइविल समस्या को हल कर लिया है और वहां से आप देख सकते हैं कि आईगन मूल्य n n222 12 n 1 2 3से आगे चल रहा है और आईगन फ़ंक्शन ϴnsin nπθ 12 1 हैं इसलिए यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पहले हमने इसे YλY के लिए axb केलिए हल किया है और आपके पास Ya 0Y है इसके लिए हमने जो पाया वह है n n22ba2 आपके आईगन मूल्य के रूप में और आईगन फंक्शन Ynxsin nπx ab a हैं Ynxsin nπx bb a यह भी संभव है लेकिन वे अन्य के कंटीन्यूअस गुणक हैं वे वास्तव में आश्रित हैं इसलिए आप उनमें से किसी पर भी विचार कर सकते हैं इसलिए मैं पहले वाले को चुनता हूं तो उस अर्थ में यदि आप के लिए ऐसा ही करते हैं तो ODE के लिए हमें उपरोक्त आईगन मूल्य और आईगन फंक्शन मिलेंगे अब आप इस यूलर कॉची समीकरण को देखें दूसरे शब्दों में n n22ba2के लिए इसलिए यदि आप लिखते हैं कि r2RnrrRnr n222 12 Rnr0 r1rr2 के लिए तो यह यूलर कॉची समीकरण है जहां n 1 2 3 से आगे चल रहा है आपके पास कई संख्याएं की साधारण डेरिवेटिव समीकरण हैं इसलिए यदि आप Rnrm के रूप में समाधान खोजते हैं तो आपको जो मिलता है वह mm 1m n222 12rm0 है और rm≠0 चूंकि हम शून्येतर हल की तलाश में हैं और इसका मतलब है कि m2 n222 120 n 1 2 3 से आगे चल रहा है तो इससे मुझे m±nπ2 1 मिलता है जो कि दो मूल हैं और चूंकि n 1 2 3 से आगे चल रहा है इसलिए आपके पास दोहराए गए मूल नहीं हैं अतः एक धनात्मक और अन्य ऋणात्मक मूल का सामान्य हल RnrAnrnπ2 1Bnr nπ2 1 है जहां An और Bn स्थिर हैं इसलिए यह प्रत्येक n के लिए सत्य है तो अब मैं लैपलेस समीकरण का हल लिखती हूं प्रत्येक n के लिए 1 2 3 से आगे चलने वाले है unrθRnrϴnAnrnπ2 1Bnr nπ2 1sin nπθ 12 1 तो प्रत्येक n के लिए उपरोक्त समाधान अनुलर डोमेन के अंदर लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है और सीमा शर्तों के लिए ur10 और ur20 अतः अब आप अध्यारोपण करें इसलिए urθn1unrθn1Anrnπ2 1Bnr nπ2 1sin nπθ 12 1 इसे सीमा शर्तों के साथ लाप्लास समीकरण का सामान्य समाधान होने दें सीमा शर्तों ur10 तथा ur20 अब आपको अन्य सीमा शर्तों को भी संतुष्ट करने की आवश्यकता है जो कि ur1θf1θ और ur2θf2θ हैं अब आप ur1θf1θ लागू करते हैं जो आपको n1Anr1nπ2 1Bnr1 nπ2 1sin nπθ 12 1 f1θ तो अब आप इन आईगन फंक्शन साथ दोनों तरफ एक डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैंsin nπθ 12 1 ताकि आप Anr1nπ2 1Bnr1 nπ2 112f1θsin nπθ 12 1 dθ12nπθ 12 1 dθप्राप्त कर सकें तो चलिए इसे eq1कहते हैं अब हम अन्य सीमा शर्त ur2θf2θ लागू करते हैं तो आपको वैसा ही समीकरण प्राप्त होता है जैसा कि जब r1r2के साथ बदल दिया हैंऔर f1θ f2θसाथ बदल दिया है तो आपको क्या मिलता है Anr2nπ2 1Bnr2 nπ2 112f2θsin nπθ 12 1 dθ12nπθ 12 1 मान लीजिए कि यह eq2 है तो अब आपके पास दो रैखिक समीकरण हैं अज्ञात An और Bn अतःeq1 और eq2हल करकेAn और Bnप्राप्त करें तो एक बार जब आप इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसे अपने सामान्य समाधान में बदल देते हैं तो यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने पिछले वीडियो में पूर्ण अनुलेंस क्षेत्र के लिए की है

तो एक बार जब आप समाधान जान लेंगे तो मैं कई चीजें बनाती हूं तो आप इसमें से कौन सी समस्याएँ निकाल सकते हैं इसलिए आप r10 बनाने का प्रयास करें यदि आप ऐसा करते हैं तो 1 2केबीच का उपरोक्त अनुलेंस केवल एक सेक्टर बन जाता है तो आपके पास r10 और rr2 तीन सीमा शर्तों के साथ है जो ur2θf2θ ur10 और ur20 हैं तो आपके पास θ1 और θ2पर सजातीय सीमा स्थितियां हैं फिर समाधान क्या है आईगन फ़ंक्शन सभी समान हैं क्योंकि के लिए सामान्य डेरिवेटिव समीकरण समान है और यदि आप लागू होते हैं तो सीमा की स्थिति आपको समान स्टॉर्म लाइवली समस्या मिलती है और आपको समान आईगन मूल्य और आईगन फ़ंक्शन मिलते हैं केवल एक चीज जो आपको देखनी है वह है यह समीकरण r2RnrrRnr n222 12 Rnr0 अब 0rr2 के लिए है और Rnrके समाधान से यह देखा जा सकता है कि r0 पर हमारे पास एक अनंत समाधान है जो भौतिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि तापमान को r0पर सीमित करना पड़ता है इसलिए Bn0 और अंत में आपको urθn1Anrn2 1sin nπθ 12 1रूप में हल मिलता है और शेष सीमा की स्थिति ur2θf2θ है जो An1r2nπ2 112f2θsin nπθ 12 1 dθ12nπθ 12 1 dθ और एक बार जब आप An कोजान लेते हैं तो आप इस क्षेत्र की समस्या का समाधान जानते हैं अब तीसरी समस्या के लिए अब आप सरलता से 1 0 और 2π ले सकते हैं यह क्षेत्र क्या है उपरोक्त क्षेत्र अब अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की तरह हो जाता है वह आपका डोमेन D है आप ur2θf2θ वक्र सीमा पर और आधार पर urπ0 और ur00 प्रदान करते हैं जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है तो आप वही प्रक्रिया करते हैं केवल एक चीज है आप10 और 2πलेते हैं और अब यदि आप लेते हैं यदि आप 1 0 और 22लेते हैं तो आप इसे क्वार्टर प्लेन में क्या हल कर सकते हैं यह क्वार्टर प्लेन में एक सेक्टर है जैसा कि ऊपर की आकृति में दिखाया गया है तो इस तरह से आप इस तरह के कर्व्ड डोमेन को हल कर सकते हैं तो क्वार्टर प्लेन डोमेन में आपको 1 और 2पर शून्य सीमा की स्थिति प्रदान करनी होगी परिणाम बिल्कुल वैसा ही है केवल एक चीज An ही योगदान देगी इसलिए समाधान बिना Bn टर्म के होगा तो आपके पास An जो वास्तव में eq2से गणना की जाती है केवल एक चीज है 1 और 2 आप 0 से 2 के या के साथ प्रतिस्थापित करते हैं इन दो अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए तो ऐसे ही कुछ सर्कुलर डोमेन में ही आप हल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गोलाकार डोमेन का मतलब है मान लीजिए कि आपको1 और 2 पर एक गैर शून्य सीमा की स्थिति दी गई है आइए हम कुछ कहें ur2c2 और ur0c1 जो सीमाओं पर कुछ गैर शून्य तापमान बनाए रखता है आपको क्या करना है आप कुछ परिवर्तन का उपयोग करने का प्रयास करते हैं आप मूल रूप से लिखते हैं uvxyѰ यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समाधान खोजने में सक्षम हो सकते हैं यदि आप ऐसा पा सकते हैं vxy जो समरूप सीमा शर्तों को पूरा करता है जैसा कि विचार है यदि आपके पास एक गैर शून्य स्थिति है यदि हम किसी तरह से समरूप स्थितियों के साथ समस्या को कम कर सकते हैं तो वह शून्य सीमा स्थिति है तब आप इसका समाधान जानते हैं ताकि आप गैर सजातीय सीमा स्थितियों के लिए भी हल कर सकें तो यह एक चर है चर विधि का पृथक्करण जिसे आप कुछ निश्चित डोमेन में कुछ लाप्लास समीकरण को हल करने के लिए लागू कर सकते हैं या तो यह आयताकार डोमेन है हमने देखा है कि यह एक परिमित आयत डोमेन है इसलिए यह आयत डोमेन या अर्ध पट्टी डोमेन है तो मैंने सेमी अनंत स्ट्रिप डोमेन देखा है और घुमावदार डोमेन के लिए भी सर्कल के अंदर सर्कल सर्कल के बाहरी हिस्से एनलस क्षेत्र भी यहां इस सेक्टर में सेक्टर में या अर्धवृत्ताकार डोमेन या क्वार्टर प्लेन में सेक्टर में तो इस तरह आप लाप्लास समीकरण को हल कर सकते हैं यह वास्तव में एक स्थिर राज्य ऊष्मा समीकरण है जब द्वि आयामी प्लेट स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है इसलिए सीमा पर तापमान को ठीक करके आप इस समस्या को हल कर सकते हैं तो हम और क्या कर सकते हैं इस लाप्लास समीकरण के लिए अब तक हमने केवल इस घुमावदार डोमेन के लिए प्रदान किया है जो हमने प्रदान किया है केवल सीमा पर तापमान हम डिरिचलेट स्थिति प्रदान करेंगे हम सामान्य डेटा भी प्रदान कर सकते हैं तो यहाँ एक नॉर्मल डेटा क्या है यही कारण है कि आप ∂u∂n r00प्रदान कर सकते है इस नॉर्मल को ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में आपको इसे एक डेटा के रूप में प्रदान करना होगा इसी तरह आप इस ∂u∂n r20 प्रदान कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों सिरों को इंसुलेट करते हैं फिर भी आप स्टर्म लाइवली समस्या को निकाल सकते हैं क्योंकि ये सजातीय सीमा की स्थिति हैं घुमावदार सीमा पर नॉर्मल वेक्टर r है इसलिए ∂u∂r तो अगर आप इसे पूरी तरह से देते हैं तो यह 02urr2θdθ0होना चाहिए यह आपके लिए एक आवश्यक शर्त है इसलिए आपने 1 और 2पर सीमा को इन्सुलेट किया है लेकिन आपने घुमावदार सीमा को इन्सुलेट नहीं किया है इसलिए आप कुछ बाहरी स्रोत दे रहे हैं तो उस सीमा के माध्यम से जो कुछ भी आता है वह बाहर जाना चाहिए यदि आप इसके कुछ हिस्से के अंदर गर्मी प्रदान कर रहे हैं तो इसका कुछ हिस्सा बाहर जाने में सक्षम होना चाहिए ताकि प्रभावी रूप से इस सीमा के माध्यम से तापमान का नेट फ्लक्स शून्य हो तो यह एक आवश्यक शर्त है इसलिए आप इन इन्सुलेटिंग सीमा शर्तों को प्रदान कर सकते हैं लेकिन केवल एक चीज है कि आपको गर्मी का शून्य शुद्ध प्रवाह बनाए रखना है ताकि आप इन सीमा मूल्य समस्याओं को हल कर सकें अन्यथा आप नहीं कर सकते तो हम इस तरह से हमने कुछ डोमेन में इस लाप्लास समीकरण को हल किया है तो इस तरह से आप घुमावदार डोमेन में लाप्लास समीकरण को हल करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद